नमस्कार आपका स्वागत है आज के लेक्चर में टाइम और स्टाफ रिक्वायरमेंट के बारे में बताएंगे समय एवं स्टाफ की कितनी जरूरत है उसके बारे में चर्चा करेंगे काम करने वाले लोगों की संख्या की अनुसूची के अनुसार TDEV डाइविंग करके नहीं पाया जा सकता है कारण यह है कि हर चरण में उस चरण में काम करने वाले लोग अलग अलग होते हैं परीक्षा के दौरान विश्लेषण के दौरान आपको कम संख्या में लोगों की आवश्यकता हो सकती है और परीक्षण के दौरान आपको अधिक संख्या में व्यक्तियों की आवश्यकता हो सकती है

इसलिए इसका मतलब है कि आप इस रेले नॉर्डेन वक्र को देखेंगे यह कोड की वितरित लाइनों की संख्या को भी प्रयास और विकास के समय से संबंधित करता है पुत्नाम ने विश्लेषण किया कि उन्होंने बड़ी संख्या में सेना की परियोजनाओं का अध्ययन किया है और एल

2 को शक्ति 4 जो कि 16 गुना है दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्रयास और कालानुक्रमिक प्रसव के समय के बीच का संबंध अत्यधिक गैर रैखिक है दिखाए गए उदाहरण को ध्यान से देखें और गणना प्राप्त देखें शेड्यूल का विस्तार करने के लिए अत्यधिक इनाम यदि आप शेड्यूल का विस्तार कर सकते हैं तो आपका लाभ अधिक होगा और आपको अधिक लाभ मिलेगा पुत्नाम का अनुमान मॉडल यह बहुत बड़ी प्रणाली के लिए यथोचित काम करता है इसलिए यदि आप सिस्टम हैं तो यह बहुत महत्वपूर्ण है बड़ी आपकी परियोजना बहुत बड़ी है तो यह पूरी तरह से काम करेगा अनुमान अधिक सटीक होगा लेकिन मध्यम और छोटे पैमाने की प्रणालियों के लिए प्रयास को गंभीरता से समझना